हमने सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर के साथ शुरुआत की हमने सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर्स को देखा और यह कहा कि यह PMDC मोटर की तरह है परमानेंट मैग्नेट DC मोटर केवल एक चीज है जो इसमें नहीं है वह है कि हम एक्साइटेशन में बदलाव नहीं कर सकते जबकि इसमें If में बदलाव किया जा सकता है जो दी गई वोल्टेज पर निर्भर करता है लेकिन सामान्य तौर पर जो हम वोल्टेज देंगे वह आर्मेचर वोल्टेज होगी क्योंकि अधिकांश समय केवल एक ही डीसी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के तौर पर उपलब्ध होगी तो मेरे पास यह आर्मेचर होगा और यह मेरे पास फील्ड होगी और मेरे पास यहां पर रसिस्टेंस सीरीज में होगा किसी कारणवश यदि हम मोटर की फील्ड एक्साइटेशन को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए यह एक वेरिएबल रसिस्टेंस है इस हम कहते हैं यह रसिस्टेंस Rf है यह Vf है जो Va के समान है तो यह आर्मेचर वोल्टेज है और हमारे पास यहां पर शाफ्ट होगी जो यहां पर इस लोड से कनेक्ट होगी तो हमारे पास एक मैकेनिकल लोड होगा जो किसी स्पीड पर घूम रहा होगा यह मोटर द्वारा शाफ्ट और लोड को प्रदान की गई टॉर्क के कारण है जिससे यह घूम रहा है तो हमारे पास है जिसमें होगा अगर हमारे पास फील्ड सर्किट में एक्सटर्नल रसिस्टेंस कनेक्टेड है और हम यह भी लिख सकते हैं कि यहां पर बैक EMF उत्पन्न हो रहा है जिसका प्लस और माइनस यहां पर है और करंट Ia प्रवाहित हो रहा है यहां पर आर्मेचर रसिस्टेंस Ra है जिसके कारण हमारे पास यहां पर है जो बैक EMF है जो हमें यह बताता है कि जब हम मशीन को शुरू करते हैं उस समय हमारे पास स्पीड जीरो होगी ω0 तो 0 और टॉर्क ω से संबंधित नहीं है टॉर्च है और बैक EMF है स्पीड और टॉर्क में कोई भी सीधा सीधा संबंध नहीं है अगर हम एक साधारण 22kW की मोटर लेते हैं तो यह 1 ohm के आस पास होगा यह 220 V है और यह 220A होगा जबकि रेटेड करंट 10 या 12 A से ज्यादा नहीं होगा तो हम देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा का करंट आर्मेचर सर्किट में प्रवाहित होगा अगर हम कोई भी एक्सटर्नल रसिस्टेंस को डीसी मोटर को शुरू करने के समय नहीं लगाते हैं यह हमें बताता है कि स्टार्टर का होना आवश्यक है इसलिए स्टार्टर इसमें लगाया जाता है एक स्टार्टर में आम तौर पर रसिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है जिसे सीरीज में रखा जाता है तो यहां पर मैं इसे स्टार्टर रसिस्टेंस या स्टार्टर रियोस्टेट कह सकता हूं क्योंकि यह एक वेरिएबल रसिस्टेंस है तो यह स्टार्टर रियोस्टेट इस तरह से रखा जाता है कि इसका अधिकतम रसिस्टेंस सर्किट में शामिल हो जो आर्मेचर करंट को सीमित करने में सहायक हो जिससे यह उस सीमा पर रहे जो कि कमयुटेटर और आर्मेचर कंडक्टर द्वारा सहन किया जा सके आमतौर पर जब हम मशीन को डिजाइन करते हैं तब हम एक सेफ्टी का फैक्टर रखते हैं जिसकी वैल्यू 2 या 15 या 175 हो सकती है जो हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है उदाहरण के तौर पर हम एलिवेटर को लेते हैं निश्चित तौर पर एलिवेटर के लिए हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर जाते हैं और इसके बाद यह मोटर स्टार्ट होती है कुछ उपयोग के लिए यह आवश्यक होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक हो जैसे कि एलिवेटर ट्रेन ट्रेन के साथ बहुत सारी बोगी जुड़ी हुई होती हैं इन सभी को हमें एक साथ खींचना है अगर हम इन सभी को एक साथ खींचना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है अगर हमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है तो यह टॉर्क इक्वेशन से स्पष्ट है कि हमें बहुत अधिक मात्रा का आर्मेचर करंट भी चाहिए होगा तो हम आर्मेचर करंट की लिमिट कुछ इस तरह से रखेंगे कि यह रेटेड करंट का 2 गुना होगी या वह पीक करंट जो आर्मेचर लगातार ना ले लेकिन कुछ समय के लिए ले सकता है बहुत थोड़े समय के लिए हम मशीन में दुगने आर्मेचर करंट की अनुमति दे सकते हैं अगर हम यह सीमा तय करते हैं तो हम इस तरह से एक्सटर्नल रसिस्टेंस रखेंगे की हम कह सकते हैं हम इस तरह से इसकी लिमिट को रखते हैं तो मैं एक्सटर्नल रसिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से रखूंगा या स्टार्टर रसिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से रखी जाएगी कि करंट रेटेड करंट के दोगुना पर सीमित हो जाए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यह 175 हो सकता है यह 15 भी हो सकता है यह हमारी आवश्यकता और मोटर पर निर्भर करता है उदाहरण के तौर पर एक पंखा है जो डीसी मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह वाइंडेज लॉस के समान होगा वाइंडेज लॉस के लिए आमतौर पर यह वाइंडेज के लिए है जो यह दर्शाता है कि आसपास की हवा इस पर कितना प्रतिरोध दे रही है तो अगर हमारे पास कोई लोड है जो एलिवेटर हो सकता है या यह लोड एक ट्रेन हो सकती है या यह लोड एक्शन हो सकता है इन सभी की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक लोड के संदर्भ में अलग अलग होगी तो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हमें टॉर्क की अलग अलग वैल्यू की जरूरत होगी जिसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारी मशीन इस अधिकतम टॉर्क या इतने करंट को ले सकती है तो उस पर वापस आते हैं जो हमने कहा था वास्तव में EMF क्वेश्चन है हम लिख सकते हैं इसके बाद हम यह लिख सकते हैं हम ले रहे हैं जिससे हमें यह क्वेश्चन मिल रही है यह स्पष्ट रूप से हमें टॉर्क स्पीड की एक सीधी लाइन दे रहा है अगर हम आर्मेचर रिएक्शन पर विचार नहीं करते तो इस स्थिति में हम आर्मेचर रिएक्शन को नहीं देख रहे हैं अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नहीं लेते हैं तो हमारे पास यह होगा कि अगर है यह काफी स्पष्ट है कि आर्मेचर पर लगाई गई वोल्टेज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह निश्चित करने के लिए किस जीरो टॉर्च या नो लोड कंडीशन में स्पीड क्या होगी अगर हम यह माने की स्पीड में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा अगर मोटर आइडियल है जो भी लोड हम इस पर डालेंगे उस स्थिति में हमें किसी प्रकार की गिरावट स्पीड में देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अगर यह आइडियल मोटर होती तब हमें कुछ इस तरह की स्पीड मिलती क्योंकि यह एक आइडियल मोटर नहीं है और साफ तौर पर यहां पर आर्मेचर रसिस्टेंस मौजूद है जो इसकी स्पीड को प्रभावित करेगा जिसके कारण हमें स्पीड में गिरावट देखने को मिलेगी अगर हम इसका लोड बढ़ाते हैं हमें स्पीड में गिरावट देखने को मिलेगी और यह एक तरह से IaRa के समान होगा केवल एक चीज यह है कि मैं इसे Te के फ़ंक्शन के रूप में लिख सकता हूं क्योंकि Ia और Te सीधे संबंधित हैं किसी दिए गए के लिए यह बहुत स्पष्ट रूप से है मुझे यह कहना चाहिए कि यह रिलेशनशिप किसी दिए गए VaRa और फ्लक्स φ के लिए है मैं फ्लक्स को बदलना नहीं चाहता हूं यह एक सेपरेटली एक्साइटिड मशीन है मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रखने जा रहा हूं मैं आर्मेचर रसिस्टेंस को बदलना नहीं चाहता जो स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है मैं वास्तव में इसे नहीं बदल रहा हूं और मैं रेटेड वोल्टेज दे रहा हूं तो यह कैरेक्टरिस्टिक होंगी यह सेपरेटली एक्साइटिड मशीन की स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स है ऐसी ही स्थिति परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन के साथ भी होगी क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाता है हम फ्लक्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं तो यह बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करेगी जैसा कि एक सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मशीन करती है दूसरी ओर अगर मैं शंट मोटर को देखता हूं प्रोफेसरयह IaRa लास्ट है लेकिन इसकी जगह पर हम इसे द्वारा दर्शा रहे हैं जो वास्तव में है प्रोफेसर कौन सा आर्मेचर लॉस प्रोफेसर IaRa आर्मेचर लॉस है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हम अनिवार्य रूप से एक ही चीज पर विचार कर रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन को अभी हम नहीं ले रहे हैं यदि हम आर्मेचर रिएक्शन को लेते हैं हैं तो स्पष्ट रूप से रिएक्शन नॉन लीनियर होगी यह लीनियर नहीं हो सकती क्योंकि सैचुरेशन अस्तित्व में आ जाएगा नॉन लिनियेरिटी निश्चित रूप से मौजूद होगी तो हमने आर्मेचर रिएक्शन पर विचार नहीं किया है तो मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि यहां पर हम आर्मेचर रिएक्शन को नहीं ले रहे हैं अगर मैं किसी शंट मोटर को लेता हूं क्योंकि सेपरेटली एक्साइटिड मोटर और शंट मोटर व्यवहार की दृष्टि से एक समान व्यवहार करते हैं जनरेटर की तरह नहीं क्योंकि जनरेटर की स्थिति में हम सामान्य तौर पर सप्लाई नहीं दे रहे हैं अगर वह एक सेपरेटली एक्साइटिड जेनरेटर है तो वह यह वोल्टेज शुरुआत से बनाएगा जबकि यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हमारा आर्मेचर होगा और यहां पर फील्ड होगी और हो सकता है मैं एक रसिस्टेंस को सीरीज में लगा दूं अगर हम फील्ड को एडजस्ट करना चाहते हैं इसे हम कहेंगे और यह Rf है 0 होगा अगर हम कम से कम रसिस्टेंस को सर्किट में शामिल करना चाहते हैं इसके साथ ही हम 1 वोल्टेज को लगाएंगे जिसे मैं V कहूंगा क्योंकि मैं इसे Vf या Va नहीं कह सकता मैं इसे V कहूंगा कई पुस्तकों में इसे Vt दिया गया है अगर हम यह माने कि हमने रसिस्टेंस कि सबसे कम वैल्यू रखी है रसिस्टेंस की न्यूनतम वैल्यू के कारण हमारे पास जो फील्ड करंट होगा वह होगा अगर Rext को हम न्यूनतम वैल्यू पर रखते हैं 0 यह हमारा फील्ड करंट होगा जब तक हम की वैल्यू को जीरो से नहीं बदलेंगे और जब तक हम VtVa रखेंगे हम इसमें किसी भी बदलाव को नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह एक शंट मशीन है हम यहां पर सामान सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं और मैं यह कह सकता हूं यह एक सेपरेटली साइटेड मशीन की तरह व्यवहार करेगी तो यह वही कैरेक्टर स्टिक प्रदर्शित करेगी यह हमें वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक देगी जब तक हम 0 रखेंगे और पावर सप्लाई Vt को कांस्टेंट रखेंगे जो आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी हुई है तो यह शंट के साथ साथ सेपरेटली एक्साइटिड और PMDC मोटर की भी करैक्टेरिस्टिक है तो यह मूल रूप से हमें तीनों प्रकार की मोटर की कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है सेपरेटली एक्साइटिड मोटर्स PM मोटर और शंट मोटर सभी की कैरेक्टरिस्टिक लगभग एक जैसी होंगी क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि हम इसमें किसी भी तरह की अतिरिक्त रसिस्टेंस फील्ड सर्किट में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यह है मैं यह कह सकता हूं कि किसी दी गई टॉर्क पर अगर मैं स्पीड की अलग वैल्यू चाहता हूं तो हम स्पीड की अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं यदि हम वोल्टेज को एडजस्ट करें या आर्मेचर रसिस्टेंस को एडजस्ट करें या फ्लक्स वैल्यू को एडजस्ट करें तो यह तीन अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं जिससे हम एक सामान्य डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं प्रोफेसर नहीं बैक ईएमएफ मूल रूप से वह प्रतिक्रिया है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड में जाने वाले कंडक्टरों के कारण काउंटर ईएमएफ के रूप में मिल रही है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है हैं इसलिए इसे इंड्यूस्ड EMF मिल रहा है लेकिन यदि आप आर्मेचर रिएक्शन को देखते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन वह है जो वास्तव में मूल रूप से मौजूद फ्लक्स को विकृत या डिस्टॉर्ट कर रहा है जिसे हम मशीन में देख रहे थे इसलिए जब आप आर्मेचर रिएक्शन पर विचार करते हैं तो यह मान लेना सही नहीं है कि फ्लक्स एक कांस्टेंट है मशीन का फ्लक्स जो वास्तव में फील्ड करंट द्वारा निर्मित होता है जो अब कांस्टेंट नहीं होगा अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन पर विचार करता हूं तो आर्मेचर कंडक्टर करंट ले जा रहे हैं और मोटर के मामले में आर्मेचर कंडक्टर किसी भी तरह से कुछ करंट ले जाएगा जैसा कि आप मोटर को अधिक से अधिक लोड करते हैं मुझे अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की आवश्यकता होगी जिसका मतलब है कि मुझे अधिक आर्मेचर करंट की आवश्यकता होगी यदि अधिक आर्मेचर करंट है तो अधिक आर्मेचर फ्लक्स होगा आर्मेचर रिएक्शन की अधिक मात्रा होगी इसलिए आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और अधिक मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के डिमैग्नेटाइजिंग को अधिक देख सकते हैं तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स विकृत या डिस्टॉर्ट हो जाएगा और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ओवरऑल् फ्लक्स में कमी आएगी क्योंकि सैचुरेशन के कारण मैग्नेटाइजेशन इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा यह आर्मेचर रिएक्शन और बैक ईएमएफ के बीच प्रमुख अंतर है बैक ईएमएफ हमेशा माना जाता है आप कभी भी बैक ईएमएफ के बिना मोटर के संचालन पर विचार नहीं कर सकते हैं लेकिन आप आर्मेचर रिएक्शन को नजरअंदाज कर सकते हैं प्रोफेसर सीरीज फील्ड में हमने मूल रूप से यही कहा था सीरीज फील्ड इस तरह से बनाया जा सकता है कि यह फील्ड में या तो ऐड हो सकता है या सबट्रैक्ट लेकिन अगर आर्मेचर फ्लक्स हर समय केवल ऐड ही हो तो लेंज लॉ पूरी तरह से फेल हो जाएगा लेंज लॉ Lenz's lawका पालन होगा और यह मौजूद होगा इसे खत्म नहीं किया जा सकता अन्यथा फ्लक्स इंफिनिटी हो जाएगा प्रोफेसर यह बैक ईएमएफ के रूप में मौजूद है लेकिन इसके अलावा अगर आप वास्तव में हर जगह इससे मैग्नेटाइजिंग बनाते हैं यह संभव नहीं है आपके पास कहीं कहीं पर डॉट्स होंगे और कहीं कहीं पर क्रॉस और करंट के वापस आने के लिए आपको निश्चित रूप से कहीं पर डॉट्स होना चाहिए और कहीं पर क्रॉस होना चाहिए तो स्वाभाविक रूप से अगर आप कहीं पर डिमॅनेटाइजेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं पर मैग्नेटाइज करना होगा आपके पास सब कुछ मैग्नेटाइज होना संभव नहीं है तो आप संभवतः आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी मशीन में अधिकांश मामलों में बढ़ते फ्लक्स को नहीं देख सकते यह आमतौर पर संभव नहीं होता है प्रोफेसर अगर हम वाइंडेज लॉस को नेगलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं हमने अभी तक मैकेनिकल इक्वेशंस को शामिल नहीं किया है अगर आप मैकेनिकल इक्वेशंस को देखते हैं तो आप कह सकते हैं आप लोड टॉर्क को क्या लेते हैं यह एक अन्य विषय है अगर यह फैन प्रकार का लोड है तो हम लिख सकते हैं अगर यह एक कांस्टेंट लोड टॉर्क है जैसे कि एक एलिवेटर मैं इसे सहज तरीके से एक कांस्टेंट C1 या C2 के रूप में लिख सकता हूं अगर मैं इसे एक घर्षण चिपचिपे घर्षण के रूप में देख रहा हूं तो उदाहरण के लिए एक चिपचिपा तरल हो सकता है जिसे पंप किया जा रहा है जो कि उस वेग पर निर्भर करता है जिनके साथ आप तरल पदार्थ ले जा रहे हैं जिनके अनुपात के अनुसार लोड टॉर्क बढ़ रहा है तो आपके पास टॉर्क है इसलिए हम अनिवार्य रूप से लोड टॉर्क को किसी वैल्यू के रूप में देख रहे हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लोड क्या है इसलिए मेरे पास विभिन्न प्रकार के लोड हो सकते हैं आपको जो समझना है वह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी लीनियर सिस्टम में Fma लिखते हैं उसी तरह से हम लिख सकते हैं जब मैं मोटर शुरू करता हूं अगर यह एक लिफ्ट है और हम कहते हैं कि हम में से पांच इसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की मांग लोड टॉर्क की मांग से निश्चित हो जाती है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हममें से कितने लिफ्ट के अंदर है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क थोड़ी अधिक होनी चाहिए अन्यथा यह एक्सलरेट नहीं कर पाएगा हम चाहते हैं कि यह पॉजिटिव हो यह पॉजिटिव तब होगा जब Te TL से अधिक है उदाहरण के लिए अगर हम पांच इसके अंदर जाते हैं टॉर्क की मांग 10 Nm है ऐसी स्थिति में मोटर को कम से कम 11 Nm या 12 Nm उत्पन्न करने की आवश्यकता है केवल तभी यह एक्सलरेट हो पाएगा अन्यथा मोटर एक्सीलरेट नहीं होगी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी परिघटनाओं को देख रहे हैं जय सभी मेकेनिकल से जुड़ी परिघटनाएं हैं जिसे हम देख रहे हैं तो मैं क्या निकल इक्वेशन एक्सीलरेशन ब्रेड को बताती है और एक्सप्लेनेशन रेट Te पर निर्भर करता है और Te आर्मेचर करंट द्वारा नियंत्रित होता है तो हम यहां इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और मैकेनिकल क्वांटिटी के बीच संबंध को देख सकते हैं जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के रूप में देखी जा सकती है तो मोटर में करंट टॉर्क के रूप में बदलता है इसी तरह से जनरेटर में आप देख सकते हैं कि मैं क्या निकल ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित होती है अगर आप स्पीड कंट्रोल देख रहे हैं चलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को लिखते हैं हमारे पास है यह Va या Vt हो सकता है यह स्पीड टॉर्क इक्वेशन हमने पहले लिखी थी अभी अगर हम Va को कांस्टेंट रखते हैं हम फ्लक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं हम केवल Ra में बदलाव कर रहे हैं अगर हम एक्सटर्नल रसिस्टेंस को जोड़ दें और आर्मेचर के रसिस्टेंस को बढ़ा देहमें अधिक से अधिक गिरावट देखने को मिलेगी जो IaRa ड्रॉप के रूप में होगी यही कारण है कि अगर मैं स्पीड टॉर्क करैक्टेरिस्टिक्स को देखता हूं अगर यह हमारी स्पीड है और यह टॉर्क है सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत जब कोई भी एक्सटर्नल रसिस्टेंस इसमें नहीं जोड़ा गया है तब मामूली सी गिरावट आएगी यह लगभग 1500 rpm था और यहां से इसमें गिरावट आई और यह 1400 या 1300 rpm तक पहुंच गया है यह आइडियल है जब Ra0 है यह पहले से मौजूद Ra के अनुरूप है अगर हम अधिक रसिस्टेंस इसमें जोड़ते हैं जिससे आर्मेचर रसिस्टेंस बढ़ेगा इस स्थिति में साफ तौर पर हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक तेजी से गिरेगी क्योंकि हम एक बड़ी मात्रा में आर्मेचर रसिस्टेंस की सहायता से वोल्टेज में कमी ला रहे हैं अगर आप याद करें हमने लिखा था इससे हमने इक्वेशंस की शुरुआत की थी मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल रसिस्टेंस नहीं जोड़ रहे हैं प्रोफ़ेसर हम फील्ड करंट को नहीं बढ़ा रहे हैं हम फील्ड के करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं मैंने फील्ड सिस्टम में एक निश्चित वोल्टेज की वैल्यू दी है फील्ड रसिस्टेंस 150ohms से 200 ohms तक है फील्ड करंट कांस्टेंट है मैं फील्ड करंट को बढ़ने नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं मूल रूप से अपने वोल्टेज को एक निश्चित वैल्यू पर कर रहा हूं ताकि यह बदले नहीं इसलिए फील्ड करंट नहीं बदल रहा है मैं आर्मेचर रसिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं स्पीड में क्या बदलाव होगा अगर मैं मूल रूप से टॉर्क की मांग को देख रहा हूं यह टॉर्क है हम टॉर्क की मांग को एक ही वैल्यू पर रखते हैं हम रख सकते हैं अगर मैं एलिवेटर का इस्तेमाल करता हूं यह टॉर्क की मांग को नहीं बदलेगा लेकिन हो सकता है हम एक ऐसी प्रणाली चाहते हो जिसमें यह 20ms की स्पीड से चले या हम इसे 1ms की स्पीड से चलाएं यह हम पर निर्भर करता है हम दी गई टॉर्क पर स्पीड को एडजेस्ट कर सकते हैं तो यह टॉर्क की मांग कांस्टेंट है आइए हम कहते हैं कि लोड साइड से मैंने जो मांग की है वह कांस्टेंट है इस स्थिति में मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या हम स्पीड की अलग अलग वैल्यू से प्राप्त कर सकते हैं यह आर्मेचर सर्किट में एक्सटर्नल रसिस्टेंस को शामिल करके किया जा सकता है इसलिए अगर मैं कहूं कि यह है तो मैं हमेशा मैं बदलाव करते हुए आर्मेचर करंट में बदलाव कर सकता हूं यदि आर्मेचर करंट में बदलाव किया जाता है तो हम निश्चित रूप से स्पीड में अधिक मात्रा की गिरावट को देख सकते हैं इसलिए यह हमें बताता है कि आर्मेचर रसिस्टेंस को एडजस्ट करके मैं निश्चित रूप से एक कांस्टेंट टॉर्क की मांग पर स्पीड कंट्रोल प्राप्त करने में सक्षम हूं लेकिन यह वास्तव में बेहद नुकसानदेह होने वाला है अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो यह एक बड़ी मात्रा में लॉसेस देता है ध्यान दें कि आर्मेचर करंट मूल रूप से करंट के एम्पीयर का दसवां हिस्सा है और जो मैं एक एक्सटर्नल रसिस्टेंस के रूप में शामिल करता हूं उसकी वैल्यू भी अधिक होती है यह आर्मेचर रेजिस्टेंस जितना छोटा नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी यह 1ohm 2 ohm के आसपास होगा तो स्पीड कंट्रोल के इस तरीके से हमें एक बड़ी मात्रा का पावर में होने वाला लॉस देखने को मिल रहा है अगर मैं बढ़ाता हूं तो मुझे दिए गए टॉर्क वैल्यू की स्पीड में अधिक से अधिक गिरावट देखने को मिलेगी अगर मैं किसी दिए गए टॉर्क को देख रहा हूं तो मुझे पता है कि स्पीड में गिरावट होगी ध्यान दें कि मुझे सिर्फ Ia नहीं कहना चाहिए होना चाहिए अगर यह एक शंट मशीन है तो यह मेरी इनपुट पावरहोगी तो जाहिर है कि मैं इनपुट पावर में कमी करने जा रहा हूँ इसीलिए आउटपुट पावर में कमी होगी इससे न कि टॉर्क में कमी बल्कि स्पीड में कमी देखने को मिलेगी टॉर्क में कमी नहीं देखी जा सकती लेकिन स्पीड में यह गिरावट देखने को मिलती है प्रोफेसर मैं टॉर्क को कांस्टेंट नहीं रख रहा हूं अगर हमारा सिस्टम टॉर्क को निर्धारित करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यही कारण है कि मैंने आपको बार बार लिफ्ट के उदाहरण दिए हमने लिफ्ट में प्रवेश कर लिया है और हम सभी लिफ्ट के अंदर हैं टॉर्क की मांग एक कांस्टेंट है क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाना है मैं इसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ 2 ms 5 ms की स्पीड पर चला सकता हूं मैं स्पीड को बदलना चाहता हूं हम कैसे दी गई टॉर्क की मांग पर स्पीड को कैसे बदल सकते हैं हम यह देख रहे हैं कृपया समझें कि टॉर्क तय की गई है यह वास्तव में लोड प्रणाली द्वारा निश्चित की जाती है मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है जिस चीज पर मेरा नियंत्रण है वह स्पीड है हम kφIa को देख रहे हैं इसलिए यदि मैं Ia को सभी संभावनाओं में घटता हुआ देख रहा हूं तो मैं वास्तव में करंट में वृद्धि के बजाय आर्मेचर रसिस्टेंस में वृद्धि को देखता हूं आर्मेचर करंट में गिरावट आएगी और यह धीरे धीरे कम होगा जब यह तुरंत गिर जाता है तो क्या होने वाला है IaRa इनटू Rext अगर हम मानते हैं कि यह बहुत अधिक होगा क्योंकि Rext काफी बढ़ गया है तो निश्चित तौर पर हमें बैक EMF में गिरावट देखने को मिलेगी तो वास्तव में इसमें कोई भी गिरावट नहीं आएगी हमें बैक EMF में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमें यह देखने को मिलेगा की स्पीड में गिरावट आएगी ताकि यह बैक EMF को फिर पहली वाली वैल्यू पर ले जाए तो क्या होगा कि अगर हम आर्मेचर करंट में होने वाली छोटी सी गिरावट को देखें जैसे ही आर्मेचर करंट में गिरावट आएगी हम देखेंगे कि बैक EMF थोड़ा बढ़ जाएगा और बैक EMF में हुई मामूली बढ़ोतरी से स्पीड में कमी आएगी जो बैक EMF को पुरानी वैल्यू पर ले जाएगी ताकि यह संतुलन बनाया जा सके अगर टॉर्क में गिरावट आती है तो इस प्रणाली की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यह संतुलन बिगड़ जाएगा लोड टॉर्क की मांग वही है जबकि जो टॉर्क हमें मिल रही है वह कम हो गई है जिसके कारण स्पीड में गिरावट होगी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तो यह निरंतर अपने आप को सही करने की कोशिश करने वाली एक प्रणाली है जिस समय आप आर्मेचर रसिस्टेंस को कम करते हैं तब आपको कुछ आर्मेचर करंट में ऑसीलेशन देखने को मिलेंगे बैक EMF में भी कुछ ऑसीलेशन देखे जा सकते हैं अंत में यह उस वैल्यू पर आ जाएगा जो ओरिजिनल टॉर्क की मांग है जो एक समान रहेगी आप उस मूल टॉर्क की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे लेकिन आप देखेंगे कि स्पीड में गिरावट आ गई है यह आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अधिक मात्रा में गिरावट आई है जो Ia स्क्वायर Ra प्लस Rext के अनुरूप होगा तो अधिक पावर लॉस होगा तो आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल में साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि नो लोड स्पीड है या जब टॉर्क जीरो है तब हमको यह स्पीड मिलेगी आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल स्पष्ट रूप से हमें वह रेंज देता है जिसमें स्पीड नो लोड स्पीड से कम होती है यह स्पीड नो लोड स्पीड से अधिक नहीं हो सकती क्योंकि हम इसे हमेशा नो लोड स्पीड से सबट्रैक्ट कर रहे हैं हमने Va को कांस्टेंट रखा है इसीलिए भी कांस्टेंट हो गया है इसके बाद हम स्पीड को और अधिक कम कर सकते हैं हम रेटेड स्पीड के ऊपर नहीं जा सकते याद करिए कि हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक चित्रित किया था यह इसके नीचे आ रहा है यह इससे ऊपर नहीं जा सकता यह मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यह इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा इसे हमेशा के नीचे रहना है यह इससे ऊपर नहीं जाएगा हम एक समय में एक ही वेरिएबल को देख रहे हैं हम हर चीज को नहीं बदल रहे हैं अगर एक साथ इन चीजों में बदलाव होगा तो इसे समझने में मुश्किल होगी इसलिए हम एक समय में एक ही वेरिएबल को देख रहे हैं अगर हम आर्मेचर वोल्टेज को देखते हैं ध्यान दीजिए कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप Ra ड्रॉप द्वारा निश्चित किया जाएगा अगर Ra ड्राप अधिक है तो इसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी अन्यथा स्लोप बहुत कम होगा तो यह के लिए सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है अगर हम आर्मेचर सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और अगर हम फ्लक्स नहीं बदल रहे हैं तो स्लोप एक जैसा ही रहेगा यह अपने आप नहीं बदलेगा तो अगर हम आर्मेचर वोल्टेज को कम करते हैं तब हमें पैरलल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगी तो यह Va1 के लिए होगा यह Va2 के लिए होगा यह Va3 के लिए है और इस तरह से Va कम हो रहा है यह Te है और यह ω हैइसके बाद हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं हो सकता है यह 220 हो मैं इसे 180 V मैं संचालित कर रहा हूं हमारे पास एक रेक्टिफायर है हम एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर रख सकते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को बदल सकते हैं जिस के अनुरूप रेक्टिफायर वोल्टेज में भी बदलाव देखने को मिलेगा अगर रेक्टिफायर वोल्टेज बदलती है तब हम दी गई किसी टॉर्क पर अलग अलग स्पीड की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं अगर हम किसी दी गई टॉर्क के बारे में बात करते हैं यह वह टॉर्क है जिसकी मांग है अगर इस टॉर्क की मांग की गई है तो हम स्पीड की अलग अलग वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं यह स्पीड ω1 है यह ω2 है यह ω3 है यह ω4 है इन सभी में आर्मेचर वोल्टेज के कारण काफी बदलाव आ रहा है प्रोफेसर अगर यह शंट मोटर है तो हाँ यह फ्लक्स को भी प्रभावित करेगा इसलिए स्पष्ट रूप से सेपरेटली एक्साइटिड डीसी मोटर या परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के लिए यह अधिक मान्य है यदि यह एक शंट मोटर है और अगर मैं दोनों के लिए एक समान सप्लाई का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे निश्चित रूप से फील्ड करंट को प्रभावित करेगा वह भी कम हो जाएगी तो मुझे यह मानना चाहिए कि यह एक PM मोटर है या कम से कम इस मामले में शंट वाइंडिंग के लिए हमने एक अलग से पावर सप्लाई उपयोग किया है तो यहां हम स्पष्ट रूप से यह मान रहे हैं कि If कांस्टेंट है और Ra भी कांस्टेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं इन्हें नहीं बदल रहा हूं यह दोनों चीजें मान्य है प्रोफेसरआप Rf को बदल सकते हैं लेकिन इसे कम नहीं कर सकते Rf फील्ड में मौजूद रसिस्टेंस है आप If को केवल कम कर सकते हैं आप If को बड़ा नहीं सकते क्योंकि हम पहले से ही सैचुरेशन के करीब मशीन को संचालित कर रहे हैं और मशीन के अपने रसिस्टेंस को हम नेगेटिव रसिस्टेंस नहीं बना सकते यही समस्या है कि हम एक नेगेटिव रसिस्टेंस को इसमें नहीं जोड़ सकते यह संभव नहीं है तो यह हमें अनिवार्य रूप से यह बताता है कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के तरीके को हम संभवतः उन स्पीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें रेटेड स्पीड से कम स्पीड चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें कि मोटर 1500 rpm 220V की सप्लाई पर घूम रही है जो संचालन की सामान्य परिस्थितियां है जिसमें रेटेड एक्साइटेशन और अन्य सभी चीजें मौजूद है अगर हम 1500 rpm से अधिक की स्पीड चाहते हैं इसका मतलब है हमें उस वोल्टेज पर जाना होगा जो वोल्टेज नॉर्मल रेटेड वोल्टेज से अधिक है केवल तभी हम उस स्पीड को प्राप्त कर सकेंगे जो नॉमिनल रेटेड स्पीड से अधिक हो तो अगर मैं निरंतर रूप से या हमेशा के लिए लगातार 300V 280V लगाता हूं तो तभी मुझे वह स्पीड मिलेगी जो नॉर्मल स्पीड की वैल्यू से अधिक है जिसे मैं कांस्टेंट एक्साइटेशन और कांस्टेंट Ra के साथ संचालित कर सकता हूं लेकिन यह निश्चित तौर पर मशीन के इंसुलेशन के लिए अच्छा नहीं है अगर हम इसे लगातार करते हैं तो क्योंकि हमने जब मशीन को डिजाइन किया होगा तो यह सोच कर क्या होगा कि यह इस निश्चित वैल्यू से अधिक के वोल्टेज को उत्पन्न नहीं कर सकती अगर यह एक मोटर है तो इसमें इससे अधिक वैल्यू नहीं लगाई जा सकती तो आर्मेचर वाइंडिंग का इंसुलेशन रेटेड वोल्टेज को दिमाग में रखकर डिजाइन किया जाता है तो अगर मैं अधिक वोल्टेज को अप्लाई करता हूं तो यह निश्चित तौर पर हमारी मशीन के लिए सही नहीं है अगर इसे लंबे समय तक किया जाता है तो तो सामान्य तौर पर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल ω ωrated के लिए उपयोग में लाया जाता है अगर हमारे पास कोई 1500rpm की मशीन है इसका मतलब है कि यह एक मोटर की तरह काम करेगी जो रेटेड वोल्टेज पर रेटेड करंट लेगी रेटेड स्पीड पर रेटेड टॉर्क देगी तो अगर हम 22kW की मोटर लेते हैं अगर रेटेड स्पीड 1500rpm है तब हम रेटेड टॉर्क का पता लगा सकते हैं हम रेटेड टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं तो जब हम रेटेड स्पीड के बारे में बोलते हैं रेटेड स्पीड वह है जो मोटर देती है वह स्पीड जो रेटेड टॉर्क पर मिलती है जब रेटेड करंट लिया जाता है रेटेड सप्लाई पर रेटेड एक्साइटेशन के साथ यह सभी चीजें रेटेड वैल्यू पर रहती है उसे हम रेटेड स्पीड कहते हैं तो यह स्पीड कंट्रोल का दूसरा तरीका है हमने आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल अभी तक देख लिया है यह दोनों केवल तभी उपयोगी है जब हमें वह स्पीड चाहिए जो नो लोड स्पीड या रेटेड स्पीड से कम हो और आप यह भी देख सकते हैं कि शंट मोटर में स्पीड में इतनी अधिक गिरावट नहीं आती क्योंकि Ra सामान्य तौर पर बहुत कम होता है तब तक जब तक हम एक बड़े एक्सटर्नल रसिस्टेंस को इसमें नहीं जोड़ लेते हमें स्पीड में बहुत अधिक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तो अधिकांश समय हम कह सकते हैं कि शंट मोटर सेपरेटली एक्साइटिड मोटर और परमानेंट मैगनेट मोटर्स यह लगभग कांस्टेंट स्पीड ड्राइव या कांस्टेंट स्पीड करैक्टेरिस्टिक्स देते हैं यह लगभग बिल्कुल सटीक नहीं लेकिन लगभग कांस्टेंट स्पीड देते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि सीरीज मोटर की स्थिति में यह अलग तरीके का होता है हम सीरीज मोटर के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन जो हम शंट मोटर या PM मोटर या सेपरेटली एक्साइटिड मोटर में देखते हैं वह यह है कि यह सभी लगभग कांस्टेंट स्पीड देती है जो Te पर निर्भर नहीं करता इसलिए हम अनिवार्य रूप से शंट मोटर या PMDC मोटर को देख रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से स्पीड की वैल्यू निश्चित है यदि Va कांस्टेंट है फ्लक्स कांस्टेंट है और इसी तरह से Ra कांस्टेंट है यह कंट्रोल का आखरी तरीका है जिसे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल कहते हैं यह तीसरा तरीका है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल इसे हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड करंट कंट्रोल कह सकते हैं क्योंकि फ्लक्स का कंट्रोल फील्ड सर्किट के करंट को नियंत्रित करके किया जाता है अगर हम फिर से इक्वेशंस को देखें हम फ्लक्स में बदलाव कर सकते हैं लेकिन Va और Ra को कांस्टेंट रखते हैं मैं इन दोनों को नहीं बदलूंगा तो मैं कहूंगा कि Va रेटेड वैल्यू पर है और Ra आर्मेचर में मौजूद रसिस्टेंस है अगर आर्मेचर रसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और अप्लाइड वोल्टेज में भी बदलाव नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब हम फ्लक्स को बढ़ाते हैं जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सैचुरेशन प्वाइंट के काफी करीब है हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम फ्लक्स को कम कर सकते हैं क्योंकि हम अतिरिक्त रसिस्टेंस को फील्ड सर्किट में डालकर उपलक्ष में कमी ला सकते हैं जो हम चाहते हैं तो मूल रूप से हो सकता है हमारे पास 0102Wb फ्लक्स मौजूद हो और हम इसे कम करके 005006Wb पर लाना चाहते हो हम फ्लक्स में कमी ला सकते हैं यदि हम फील्ड करंट को कम कर सके जो फील्ड सर्किट रसिस्टेंस में बदलाव कर किया जा सकता है तो मैं Rfext को सर्किट में लगाकर If में कमी ला सकता हूं मैं इस फील्ड सर्किट रसिस्टेंस को बाहर से लगा लूंगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि मान लेते हैं हमारे पास मूल रूप से मौजूद स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की है यह हमारी स्पीड है यह टॉर्क है और यह इन्हेरेंट स्पीड टॉर्क कैरेक्टर स्टिक है इन्हेरेंट से मेरा मतलब क्या है इसका मतलब है कि हमने किसी भी पैरामीटर में बदलाव नहीं किया है Ra अपनी मूल वैल्यू पर है Rf अपनी मूल वैल्यू पर है जिसमें हमने कोई भी अतिरिक्त रसिस्टेंस नहीं जोड़ा है जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं वह आर्मेचर वोल्टेज भी रेटेड वैल्यू पर है हमने ना तो इसे बढ़ाया है या कम किया है यह सभी अपनी नॉमिनल वैल्यू पर है यह मूल रूप से हमें मिलेगा टॉर्क जीरो है तो यह मशीन की नो लोड स्पीड है अब हम एक्साइटेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यह स्पष्ट है कि जब If कम होगा तो ω0 बढ़ेगा क्योंकि ω0 या नो लोड स्पीड है और φ कम हो रहा है जिसके कारण निश्चित तौर पर हमें फ्लक्स में गिरावट देखने को मिलेगी जो स्पीड को बढ़ाने का कारण है अगर आप मोटर की प्रणाली को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि हम फ्लक्स को कम करते हैं इसी दी गई स्पीड पर और Va कांस्टेंट है बैक EMF में गिरावट होगी क्योंकि बैक EMF फ्लक्स और स्पीड के प्रपोशनल होता है स्पीड अभी वही वैल्यू पर रहेगी यह मशीन के मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट या इनर्शिया पर निर्भर करता है जो बदलने के लिए समय लेता है स्पीड वही रहेगी हमने फ्लक्स को कम कर दिया है जब हम फ्लक्स को कम कर रहे हैं तो बैक EMF भी कम हो जाएगा अगर बैक EMF में गिरावट आती है तो हम देखेंगे कि आर्मेचर करंट में कुछ समय के लिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एक बार अगर आर्मेचर करंट बढ़ गया तो यह एक बड़ी मात्रा में टॉर्क उत्पन्न करेगा अगर हम ज्यादा टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा जिससे स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी अगर स्पीड बढ़ती है हमारे पास kφω है φ कम हो रहा है और स्पीड एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाएगा जिससे kφω अपने मूल वैल्यू ले लेगा जब आप फ्लक्स को कम करेंगे तब आपको करंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो कुछ समय बाद कम होकर अपनी मूल वैल्यू पर पहुंच जाएगा लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अगर Ia अपनी मूल वैल्यू पर पहुंचता है तब टॉर्क में भी कमी आएगी क्योंकि टॉर्क है